Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur व्याख्यान 36 फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स जारी तो आइये हम बढ़ते है आपके अगले RL सर्किट्स के बारे में कुछ उदाहरण 4 5 उदाहरण और इसके साथ आपका फर्स्ट ऑर्डर सर्किट बंद हो जाएगा मैं एक को छोड़कर शायद एक्सरसाइज नहीं दूंगा इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि आप किसी भी अच्छी पुस्तक को खोलें और कुछ को हल करने की कोशिश करें अपनेआप कुछ समस्या को हल करने की कोशिश करें और इस पाठ्यक्रम के लिए जो कुछ भी समस्या हल हुई है मेरा अर्थ है आप दूसरों में बहुत अधिक अंतर नहीं पाएंगे मेरा अर्थ है सभी प्रकार की समस्या पर विचार किया गया है Refer Slide Time 0045 तो t 0 से अधिक के लिए i t ज्ञात करें माने कि स्विच लंबे समय से बंद है तो यह स्विच लंबे समय तक बंद था ठीक है इसका अर्थ है यह करंट प्रवाहित होगी मेरा अर्थ है यह एक शॉर्ट सर्किट पथ प्राप्त कर रहा है इसका अर्थ है यह करंट इस तरह बहेगी लंबे समय के लिए स्विच बंद था ठीक है तो इसका अर्थ है मान लें कि यदि स्विच लंबे समय तक बंद रखा जाता है उस समय इंडक्टर भी शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करेगा तो करंट क्या होगी इनीशियल करंट तो उस मामले में माना i यह है 20 वोल्ट ठीक है विभाजित 4 Ω तो यह 5 एम्पीयर है क्योंकि स्विच लंबे समय तक बंद था तो करंट इस तरह बहेगी तो यह सक्रिय में होगा क्योंकि यह एक शॉर्ट सर्किट है ठीक है और इसमें इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा आपका तो करंट 204 होगी इसलिए 5 एम्पीयर इसलिए मुझे इसे साफ करने दें तो इसमें वह i0 अर्थात इनीशियल इंडक्टर करंट मैंने आपको बताया था कि यह 5 एम्पीयर होगी ठीक है अब क्या होगा कि आपका इसका अर्थ है इंडक्टर के माध्यम से करंट तुरंत नहीं बदल सकती है Refer Slide Time 0206 इसलिए जब स्विच होता है जब स्विच ओपन होता है इंडक्टर के माध्यम से करंट तुरंत नहीं बदल सकती है तो i0 होगा i0 5 एम्पीयर तो i0 i0 i0 5 एम्पीयर ठीक है अब दूसरी बात है कि यह स्विच वास्तव में यह स्विच अब ओपन किया जाता है ठीक है अगर स्विच ओपन किया जाता है तो यह स्विच अब ओपन किया जाता है और t 0 पर और मान लीजिए एक स्टीडी स्टेट प्राप्त हो गई है इसका अर्थ है स्विच ओपन है और स्टीडी स्टेट प्राप्त हो गई है मतलब इंडक्टर फिर से शॉर्ट सर्किट होगा इसीलिए i होगी 20 वोल्ट और यह अब ओपन है तो यह है एक यह करंट है इस तरह से प्रवाहित होगी तो यह है और यह करंट है माना i ∞ एक स्टीडी स्टेट तो यह होगी 204 6 इसलिए यह 2 एम्पीयर होगी तो i ∞ 2 एम्पीयर होगी ठीक है इसलिए मुझे इसे साफ करने दें तो इसमें वह देखें i ∞ 2 एम्पीयर यहाँ यह 2 एम्पीयर है और सर्किट में स्विच ओपन है और जब स्विच ओपन है Refer Slide Time 0322 तो यह शॉर्ट सर्किट है तो RThevenin क्या होगा RThevenin शॉर्ट है यह वोल्टेज स्रोत है तो यह होगा 6 4 अर्थात Ω अर्थात 10 Ω तो RThevenin 10 Ω और τ समय स्थिरांक होगा L R ठीक है तो यह होगा 23 इनटू 10 ठीक है तो 1115 सेकंड अर्थात τ इसलिए मुझे इसे साफ करने दें तो उसमें सब कुछ यहाँ बनाया गया था इसमें τ LRThevenin इसलिए 115 सेकंड अब हम इसे जानते है i t i ∞ i0 i ∞ e t tτ तो मैं i ∞ 2 i0 हमने 5 गणना की है i ∞ फिर से 2 और e t 15 t तो यह होगा i t 2 3 e t 15 t एम्पीयर ठीक है तो यह साधारण समस्या है ठीक इसी तरह यहाँ सर्किट में समय की सभी वैल्यूज के लिए i t को ज्ञात करें समय की सभी वैल्यू मतलब 40 0 से कम 40 0 से अधिक यह मतलब है और यहां देखें यह 5 वोल्ट है वहाँ है और यहां केवल 5 u अर्थात एक स्टेप वोल्ट स्टेप इनपुट भी है वहाँ 5 u के लिए ठीक है और यह 02 Ω है यह 06 Ω है और यह 03 हेनरी है ठीक है Refer Slide Time 0453 तो वहाँ एक बात है कि यह है यह 5 वोल्ट जुड़ा हुआ है लेकिन यह 5 u है ठीक है तो यह 5 u है मतलब यह वह 5 u मतलब यह 0 है t 0 से कम के लिए और यह 5 है t 0 से अधिक के लिए क्योंकि u 0 है t 0 से कम के लिए और u 1 है t 0 से अधिक के लिए ठीक है तो इस मामले में मान लीजिए t 0 से कम के लिए मान लीजिए t 0 से कम के लिए इसका अर्थ है यह वोल्टेज स्रोत जो वास्तव में यह 0 है तो उसमें उस मामले में के लिए यदि यह है t 0 से कम के लिए तो यह होगा यह एक सर्किट जैसा इस जैसा ही होगा क्योंकि यह वोल्टेज यह वोल्टेज 0 होगा इसलिए सर्किट को बनाएं इस तरह से ठीक है शॉर्ट जैसा ठीक है और यह 5 वोल्ट वहाँ है और उस मामले में क्या होगा और यदि सर्किट एक के लिए रहता है मेरा अर्थ है कि अगर यह इसके जैसा है तो स्टीडी स्टेट पर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करेगा ठीक है तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करेगा तो उस समय क्या होगा इनीशियल इनीशियल करंट इस करंट की दिशा इस तरह से ली जाती है इसका अर्थ है यह इस तरह से है इसका अर्थ है यह इस तरह से है क्योंकि यह शॉर्ट है तो यह 06 Ω प्रभावी नहीं है इसके माध्यम से कुछ भी नहीं जाएगा तो 06 Ω प्रतिरोध के माध्यम से करंट 0 है ठीक है तो उस मामले में यह इनीशियल करंट कि i0 i0 i0 जो भी यह हो जाएगा 5 02 तो यह 25 एम्पीयर होगा ठीक है इसका अर्थ है i0 i0 i0 25 एम्पीयर ठीक है तो यह इस स्टेप इनपुट के कारण है t 0 से कम के लिए ठीक है तो यह 25 एम्पीयर है अब मुझे इसे साफ करने दें तो अगला समाधान वहाँ है बाद में ठीक है Refer Slide Time 0646 तो अब सवाल यह है कि के लिए अब t 0 से अधिक के लिए उस समय पर यह 5 वोल्ट स्रोत वहीं होगा ठीक है तो उस समय पर यह 5 वोल्ट है और यदि t 0 से अधिक है मतलब u 1 है तो यह 5 वोल्ट वहाँ है ठीक है और वह सर्किट उस समय पर आपका वह सर्किट स्टीडी स्टेट में है ठीक है फिर पुनः फिर पुनः यह t 0 से अधिक पर शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करेगा और मान लें कि यह एक स्टीडी स्टेट तक पहुंच गया है एक स्टीडी स्टेट ठीक है उस मामले में भी कि यह शॉर्ट है कुछ भी इस के माध्यम से नहीं प्रवाहित होगी क्योंकि यह एक शॉर्ट सर्किट पथ है तो करंट इस तरह प्रवाहित होगी करंट इस तरह प्रवाहित होगी तो उस मामले में i ∞ स्टीडी स्टेट वैल्यू ठीक है यह 5 होगा KVL यहाँ देखें बल्कि मैं मैं आपके लिए लिख रहा हूं तो इसमें KVL वहाँ यह होगा 5 02 में i पुनः 5 0 इसीलिए i 10 विभाजित 02 अर्थात 50 एम्पीयर दरअसल यह करंट मूल रूप से i ∞ है तो यह करंट यह वास्तव में i ∞ i है तो यह 50 एम्पीयर है I ∞ तो i0 25 एम्पीयर और i ∞ 15 50 एम्पीयर ठीक है तो स्टीडी स्टेट वैल्यू मुझे इसे अब साफ करने दें उस RThevenin को प्राप्त करने के लिए Refer Slide Time 0820 तो यह स्रोत शॉर्ट होना चाहिए और यह स्रोत शॉर्ट होना चाहिए तो 02 Ω और 06 Ω समानांतर में है तो RThevenin होगा 02 इनटू 06 विभाजित 02 06 ठीक है तो यह होगा 02 इनटू 06 विभाजित 08 ठीक है तो यह 04 होगा इसलिए मुझे लगता है यह 15 होगा ठीक है तो और यहाँ τ है L R l है 03 हेनरी तो आसानी से τ की गणना कर सकते है तो यह सब गणना कैसे की गई है मैंने आपको दिखाया तो अब इस समाधान पर आते है तो इस मामले में RThevenin 015 Ω के आसपास आने के लिए है ठीक है जो कुछ भी यह है और यह है τ L RThevenin 2 सेकंड में आ रहा है और परिभाषा 5 u 0 के बराबर है I 0 से कम के लिए और यह है 5 t 0 से अधिक के लिए तो i0 I 25 एम्पीयर है i0 i0 i0 25 एम्पीयर क्योंकि स्विचिंग के समय इंडक्टर की करंट तुरंत नहीं बदल सकती है ठीक है और t 0 से अधिक के लिए i ∞ I होगी 50 एम्पीयर अब हम इससे जानते है t 0 से अधिक के लिए हम जानते है कि i t i ∞ i0 i ∞ e t tτ ठीक है तो इन सभी मानों को प्रतिस्थापित करें प्राप्त होगा i t 50 25 e t 05 t एम्पीयर इसलिए t 0 से अधिक के लिए इसीलिए सभी समय के लिए मतलब यह है i t 25 एम्पीयर इनीशियल वैल्यू t 0 से कम के लिए और यह t 0 से अधिक के लिए है या सरलता से इसे इस प्रकार रख सकते है i t 25 ठीक है 25 e t 05 t u वास्तव में यह एक यह 2 किया गया है यह 2 किया गया है एक साथ संयुक्त किया गया है ठीक है तो यही कारण है u बनाया गया है इसीलिए i t एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ नोट करें t 0 से कम के लिए u 0 और t 0 से अधिक के लिए u 1 ठीक है तो यह समझ में आया यह ठीक है अब अगला एक दूसरा लें यह है एक यह समस्या थोड़ी बहुत दिलचस्प है तो आरेख 60 में ठीक है मैं आपको दिखाऊंगा स्विच लंबे समय के लिए स्थिति a में है ठीक है और t 0 पर इसे स्थिति b में कर दिया गया है a को ज्ञात करने के लिए अर्थात i t t 0 से अधिक के लिए फिर b v0 फिर v0 और di dt 0 ठीक है इन सभी चीजों को हमें ज्ञात करना होगा तो यह स्विच लंबे समय तक स्थिति a में है और t 0 के बराबर पर इसे स्थिति b में कर दिया जाता है इसका अर्थ है इस समस्या में स्विच लंबे समय तक स्थिति a में था इसका अर्थ है सर्किट स्टीडी स्टेट में पहुंच गया है ठीक है सर्किट पहुंच गया है Refer Slide Time 1133 मान लें यह एक लंबे समय के लिए इसे इस तरह से पोजीशन किया गया था उस समय पर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार कर रहा है ठीक है और इसके माध्यम से करंट वह इनीशियल करंट अर्थात i0 यह 12 वोल्ट होगी और KVL यहाँ KVL यहाँ इस तरह है यह होगा 1212 वोल्ट 12 Ω 1 एम्पीयर ठीक है तो यह है i0 i0 i0 अर्थात 1 एम्पीयर ठीक है अब t 0 पर स्विच को यहाँ रख दिया गया है ठीक है Refer Slide Time 1204 तो इस हिस्से को अलग थलग कर दिया गया है स्विच को यहां कर दिया गया है तो उस समय पर यह भी पता लगाना है क्या है क्या है i ∞ माना सर्वप्रथम और i ∞ मतलब माना t 0 से अधिक के लिए माना यह एक स्टीडी स्टेट में पहुंच गया है तो फिर से यह शॉर्ट सर्किट है उस समय पर इसके माध्यम से बहने वाली करंट यह है i ∞ अर्थात स्टीडी स्टेट वैल्यू ठीक है तो उस मामले में यह है 2 इनटू i ∞ 6 तो i ∞ 3 एम्पीयर ठीक है तो i0 1 एम्पीयर और i ∞ 3 एम्पीयर ठीक है और कहां और मुझे इसे साफ करने दें तो यह है यह है कि i0 1 एम्पीयर मैंने बताया i0 i0 i0 अर्थात 1 एम्पीयर और t 0 पर स्विच स्थिति b में है ठीक है Refer Slide Time 1304 तो इस स्थिति में जब स्विच स्थिति b में होता है जब स्विच यहां जब स्विच स्थिति b में होता है तो यह बहुत सरल है RThevenin 2 Ω क्योंकि यह यहाँ से यह 2 बिंदु देख रहे हैं उस RThevenin को पाने के लिए और उस समय पर इस वोल्टेज स्रोत को शॉर्ट कर रहा है तो मूल रूप से यह 2 Ω होगा तो RThevenin 2 Ω ठीक है और L को 1 हेनरी दिया गया है तो आसानी से समय स्थिरांक की गणना कर सकते है ठीक है तो इस मामले में τ LRThevenin तो L है 1 हेनरी और RThevenin 2 Ω तो 05 सेकंड और i ∞ मैंने आपको दिखाया कि यह 3 एम्पीयर है इसे कैसे प्राप्त करें यह 3 एम्पीयर ठीक है इसलिए क्योंकि स्विच स्थिति b में है और सर्किट स्टीडी स्टेट में पहुंच गया है अब t 0 से अधिक के लिए हम जानते है कि i t i ∞ i0 i ∞ e t tτ तो i ∞ i0 और τ इन सभी वैल्यूज को प्रतिस्थापित करें प्राप्त हुआ i t 3 1 3 e t 2 t या सरलता से लिख सकते है 3 2 इनटू e t 2 t एम्पीयर ठीक है तो अर्थात t 0 से अधिक के लिए अब दूसरी बात जब स्विच स्थिति a में था स्टीडी स्टेट कंडीशन के तहत इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करते है ठीक है तो इस मामले में क्योंकि वहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते है ठीक है Refer Slide Time 1429 क्योंकि यहाँ मेरा अर्थ है जब स्विच स्थिति a में था इसलिए a के अक्रॉस इंडक्टर व्यवहार कर रहा है शॉर्ट सर्किट और यह इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है तो और इसके माध्यम से करंट एक एम्पीयर है यह है i0 i0 i0 ठीक है i0 एक एम्पीयर जो देखा गया है तो KVL इस तरह से क्योंकि इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य कर रहा है तो यह है 1 2 इनटू 1 क्योंकि इसके माध्यम से प्रवाहित हो रही करंट है 1 ठीक है v 12 यह 12 का सामना हो रहा है 0 इसका अर्थ है v0 यह वास्तव में यह होगी पहले मुझे लिखने दें यह v 0 होगी जो और कुछ भी नहीं है बल्कि v0 0 वोल्ट क्योंकि उस समय यह सर्किट यह स्विच लंबे समय के लिए स्थिति a में था तो यह है v0 0 वोल्ट ठीक है तो मुझे इसे साफ करने दें तो यही कारण है v0 0 वोल्ट अब t 0 पर जब स्विच 1 स्विच को स्थिति b में रखा गया हमने KVL अप्लाई किया तो जब स्विच स्थिति b में होता है मैं इस सर्किट में देखूंगा जब स्विच स्थिति b में होता है यहां पर स्थिति b पर तो KVL अप्लाई करें उस समय पर माना यह मान लें कि करंट i या i0 i0 i0 ठीक है तो यहाँ इस लूप में KVL अप्लाई करें KVL अप्लाई करें ठीक है तो अगर ऐसा होता है यह एक प्राप्त होगा 2 i0 v0 6 0 बस उस लूप में कृपया अप्लाई करें और लें I i0 क्योंकि स्विचिंग के समय करंट भी बदल नहीं सकती है इंडक्टर तात्कालिक रूप से तो मिलेगा 2 i0 v0 6 मेरा मतलब है यह एक ठीक है Refer Slide Time 1635 इसलिए यदि स्विच स्थिति में है यदि स्विच स्थिति में है यह एक पर केवल स्विचिंग के समय पर इससे प्रवाहित होने वाली करंट है i0 ठीक है तो यह होगा यदि इस तरह आगे बढ़ता है यह होगा 2 इनटू यहाँ मैं लिख रहा हूँ यह होगा 2 तब i तब 0 ठीक है v 6 0 लेकिन i0 1 तो v होगा वास्तव में यह होगा v0 ठीक है v v0 यह होगा 6 2 4 वोल्ट ठीक है इसलिए मुझे इसे साफ करने दें तो यहाँ यह है v0 4 वोल्ट और हम जानते भी है आम तौर पर हम जानते है v L इनटू di dt तो चूँकि v0 है 4 वोल्ट हम जानते है तो हम लिख सकते है L इनटू di dt 0 v0 यह पूछा गया है तो di dt 0 पता लगाने के लिए कहा गया है तो di dt 0 होगा v L 0 v L v0 L तो L है 1 हेनरी और v0 है 4 वोल्ट तो यह होगा 4 एम्पीयर प्रति सेकंड ठीक है तो थोड़ी बहुत समझ की आवश्यकता है अब अगली समस्या यह है इस विशेष को सुनें स्विचिंग वह DC ट्रांसिएंट स्विचिंग चीज एकमात्र चीज है कि हम सब समझ रहे है बहुत स्पष्ट है तो केवल एक इसे आसानी से हल कर सकते है बिना समय लिए इसे हल करते है लेकिन बस एक को देखना होता है कि चीजें कैसे हो रही है अब इस आरेख में स्विच लंबे समय के लिए ओपन है इसका अर्थ है कि यह स्विच वास्तव में एक लंबे समय के लिए ओपन था और अगर स्विच बंद किया जाता है t 0 पर i t को ज्ञात करें Refer Slide Time 1832 तो यह स्विच एक लंबे समय के लिए ओपन था मतलब वह इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार कर रहा है ठीक है और यह एक लंबे समय के लिए ओपन किया गया था वह एक ज्ञात करें क्या है i0 और i0 स्विचिंग के समय पर i0 i0 और स्विचिंग के समय पर i0 यह नहीं बदलेगा ठीक है तो उस स्थिति में उस स्थिति में यदि कोशिश करें i0 का पता लगाने की यह होगी 4 विभाजित 2 Ω और 2 Ω क्योंकि यह लंबे समय के लिए ओपन था तो यह होगी 44 1 एम्पीयर ठीक है यह है 1 एम्पीयर अब तो यह है i0 और i0 स्विचिंग करने से ठीक पहले i0 स्विचिंग करने के ठीक बाद i0 1 एम्पीयर क्योंकि इंडक्टर के माध्यम से करंट तुरंत नहीं बदल सकती है अब मुझे इसे साफ करने दें अब यह स्विच बंद हो गया है यह स्विच बंद है ठीक है Refer Slide Time 1921 अर्थात यह स्विच अभी बंद है तो उस मामले में यह निष्क्रिय है ठीक है यह शॉर्ट है यह शॉर्ट किया गया है तो और मान लीजिए और सर्किट एक स्टीडी स्टेट को पहुंच गया है अतः इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य कर रहा है ठीक है तो इसे इस तरह से बनाएं इसीलिए i ∞ होगी 4 विभाजित 2 क्योंकि केवल 2 Ω प्रतिरोध सक्रिय है क्योंकि करंट पथ इस तरह होगा यह इस तरह होगा ठीक है तो यह वहाँ नहीं है क्योंकि यह शॉर्ट सर्किट हुआ है तो यह 2 एम्पीयर होगी अर्थात स्टीडी स्टेट वैल्यू वह i ∞ ठीक है Refer Slide Time 1958 इसलिए मुझे इसे साफ करने दें और जैसे ही स्विच बंद होता है जैसे ही यह बंद होता है और यदि तो सर्किट पथ इस तरह से है कि यह बंद सर्किट है इसीलिए RThevenin यह है RThevenin 2 को प्राप्त करने के लिए इसे भी शॉर्ट कर सकते है यह नहीं आएगा क्योंकि स्विच बंद करने के बाद यह स्विच यह निष्क्रिय होता जा रहा है ठीक है यह शॉर्ट हो गया है तो यह 2 Ω होगा अर्थात RThevenin ठीक है और ज्ञात कर सकते है τ LR समय स्थिरांक इसलिए जो कुछ भी यहां कहा है ठीक है हालाँकि i0 - यह 4 एम्पीयर है RThevenin 2 Ω मैंने आपको बताया था तो τ LRThevenin l है 1 हेनरी तो आधा सेकंड और t ∞ की ओर जा रहा है अर्थात i ∞ I है 2 एम्पीयर और t 0 से अधिक के लिए हम यह जानते है कि i t i ∞ i0 i ∞ e t tτ यदि i ∞ i0 और τ सभी मानों को प्रतिस्थापित करें प्राप्त होगा i t 2 e t 2 t एम्पीयर ठीक है अब यदि सभी t के लिए i t चाहते है तो t 0 से कम के लिए i t एक एम्पीयर क्योंकि i0 1 एम्पीयर और यह होगा 2 e t 2 t एम्पीयर t 0 से अधिक के लिए ठीक है इसीलिए हम इस समीकरण को लिख सकते है कि i t 2 e t 2 t हम इस तरह से लिख सकते है 1 1 e t 2 t u ठीक है तो यह i ∞ है और यह है यह चीज क्षमा करें यह 1 1 e t 2 t ठीक है तो इस तरह से कर सकते है इस तरह से लिख सकते है जब u 0 अर्थात t 0 से कम होता है यह है 1 एम्पीयर ठीक है और जब u t 0 से अधिक होता है u 1 तो यह होगा यह है 1 1 e t e t 2 t तो 2 e t 2 t ठीक है तो इस तरह से लिख सकते है तो इसीलिए मैं लिखता हूं इसे नोट करें t 0 से कम के लिए u 0 और t 0 से अधिक के लिए u 1 ठीक है इसलिए यह आशा है यह समस्या समझने योग्य है ठीक है तो अब में एक दूसरी बात यह है कि t 0 पर आरेख में यह चीज तो आरेख मैं आपको दिखाऊंगा कि स्विच S1 बंद है के लिए और 4 सेकंड बाद स्विच S 2 बंद हो जाता है i t को ज्ञात करें t 2 सेकंड और t 5 सेकंड के लिए i ज्ञात करें ठीक है तो t 0 पर स्विच S1 बंद है और 4 सेकंड बाद S 2 बंद है तो यह सर्किट है तो t 0 पर कि पर 0 पर यह स्विच S1 बंद है ठीक है और t पर और 4 सेकंड बाद यह S 2 बंद हो जाएगा ठीक है तो उस समय पर S1 और S 2 4 सेकंड के बाद दोनों हमेशा के लिए बंद रहेंगें ठीक है इसलिए मुझे इसे साफ करने दें तो पर मेरा अर्थ है जब यह कि यह शुरू में यह स्विच यह भी ओपन था और यह भी ओपन था इसलिए इसका अर्थ है इस वोल्टेज स्रोत का कोई प्रभाव नहीं है इस वोल्टेज स्रोत का कोई प्रभाव नहीं है ठीक है तो इसमें बस रूकिये इसमें ठीक है इसलिए शुरू में कि चूँकि यह ओपन है यह ओपन है Refer Slide Time 2313 तो शुरू में यह i0 0 अर्थात i0 i0 ठीक है तो यह 0 है क्योंकि यह ओपन था और यह अब ओपन है यह अब यह S1 यह एक सबको बंद कर देगा यह ओपन है ठीक है लेकिन यह भी S 2 को ओपन करता है S 2 4 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा Refer Slide Time 2343 तो यह बंद है और इसका अर्थ है यह पथ है ठीक है यह पथ है यह ओपन है तो इस शाखा का कोई प्रभाव नहीं है ठीक है और मान लीजिए यह यह स्टीडी स्टेट पर है इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य कर रहा है ठीक है तो इस मामले में यदि ऐसा है तो फिर क्या होगा फिर क्या होगा वह स्टीडी स्टेट करंट अर्थात ∞ के लिए जब है S1 बंद i ∞ तो i ∞ होगा यह है 4 Ω और 6 Ω परिणाम 10 Ω श्रृंखला में है और यह है एक 40 वोल्ट तो यह होगा 404 अर्थात 4010 बल्कि क्षमा करें मुझे करने दें आइये प्राप्त करने दें यह है यह है 10 4 एम्पीयर तो i ∞ 4 एम्पीयर ठीक है अर्थात i0 का एक इनीशियल वैल्यू 0 और i ∞ 4 एम्पीयर अब यहाँ मुझे इसे साफ करने दें अब यहाँ यदि आप पता लगाने की कोशिश करते है कि समय स्थिरांक क्या होगा यह है यह बंद है यह ओपन है ठीक है और इस मामले के लिए RThevenin को प्राप्त करने को लेकिन यह ओपन है S 2 ओपन ही रहता है RThevenin वोल्टेज स्रोत शॉर्ट होना चाहिए ठीक है Refer Slide Time 2455 और RThevenin होगा हम इस टर्मिनल से देख रहे है इस टर्मिनल से देख रहे है यह ओपन है यह होगा 6 4 10 Ω यह है RThevenin और τ L RThevenin ठीक है L 5 हेनरी और यह है 10 Ω आधा सेकंड आधा सेकंड ठीक है तो इसके साथ इसके साथ सबकुछ मैंने कहा यह ठीक है इसके साथ i ∞ 4 RThevenin 10 Ω τ आधा सेकंड है और हम इस सूत्र को जानते है i t i ∞ i0 i ∞ e t इन सभी मानों को रखें प्राप्त होगा i t 4 इनटू 1 - e 2t एम्पीयर जो कि 0 से 4 सेकंड के बीच में है क्योंकि स्विच S1 बंद है ठीक है अब t 4 सेकंड से अधिक के लिए Refer Slide Time 2558 अब t 4 सेकंड से अधिक पर यह बंद है यह बंद है और यह भी बंद है इसका अर्थ है हम मान लेंगें ये 2 स्विच हमेशा के लिए बंद हो गए है ठीक है तो मेरा अर्थ है यह भी बंद है यह भी t 4 सेकंड पर बंद है यह बंद है ये 2 स्विच हमेशा के लिए बंद हो जाते है ठीक है तो उस मामले में फिर से पता लगाना है i ∞ और t 4 सेकंड पर इनीशियल वैल्यू अर्थात t पर t 0 4 जो t t 0 4 पर यह पता लगाने के लिए कि इनीशियल कंडीशन क्या है और स्टीडी स्टेट पर फाइनल कंडीशन क्या है और फिर t 4 से अधिक और बराबर के लिए एक्सप्रेशन ज्ञात करना है तो इस मामले में मुझे आशा है यह समझ में आ जायेगा ठीक है जब दोनों स्विच बंद है ठीक है तो S 2 बंद है इसका अर्थ है S1 और S 2 हमेशा के लिए बंद हो गए है ठीक है इसलिए S 2 के अचानक बंद होने से इंडक्टर करंट प्रभावित नहीं होती है क्योंकि करंट इंडक्टर के माध्यम से अचानक नहीं बदल सकती है t 4 पर इनीशियल करंट है t 4 पर इस एक्सप्रेशन में रखे यहाँ i t 4 1 e t 2 t यहाँ t 4 पर रखे क्योंकि स्विच S 2 बंद है कब इस समस्या को हल करेंगें यह सभी समस्या जानते है कब यह देखेंगें पहले नोटबुक पर सर्किट खींचें उसके बाद देखें क्या हो रहा है ठीक है जब पढ़ रहे हैं जब इस वीडियो लेक्चर को देखेंगें हर समय के लिए देखेंगें कि पहले नोट बुक पर सर्किट को खींचें और फिर स्वयं हल करने की कोशिश करें लोग समाधान को देख रहे है और जो मैं बता रहा हूं ठीक है तो रखें t यहाँ 4 सेकंड तो पाएंगे कि i4 i 4 i 4 ठीक है लगभग 4 एम्पीयर क्योंकि 1 e t 8 e t 8 बहुत कम है तो लगभग 4 सेकंड अर्थात t 4 अब v को नोड A पर वोल्टेज होने दें इसलिए इस मामले में अब मान लें स्टीडी स्टेट आ गयी है यह एक स्टीडी स्टेट आ गयी है तो यह बंद है यह बंद है और यह नोड a है इस v का अर्थ है v ∞ ठीक है उस समय पर स्टीडी स्टेट वैल्यू यह एक यह शॉर्ट सर्किटेड है ठीक है Refer Slide Time 2759 तो उस समय पर KVL अप्लाई करें यह वोल्टेज है v वोल्ट 40 वोल्ट ठीक है क्योंकि यह 40 वोल्ट और यहां यह है वहाँ है 10 वोल्ट ठीक है और यह v ∞ मतलब यह है यह वोल्टेज अक्रॉस यह है शॉर्ट इसलिए 6 Ω प्रतिरोधक तो यहाँ नोडल विश्लेषण हमने पहले ही अध्ययन किया है इसलिए सीधेतौर पर मैं इस समीकरण को लिख रहा हूं ठीक है क्योंकि यह यह नोड A पर KCL को अप्लाई कर रहे है v और कुछ नहीं बल्कि v ∞ तो इस मामले में कृपया जब वह अप्लाई करें वह KVL अर्थात 40 v 10 v 2 v 6 v और कुछ नहीं बल्कि v ∞ ठीक है Refer Slide Time 2902 यह v और कुछ नहीं बल्कि v ∞ स्टीडी स्टेट है जब इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य कर रहा है ठीक है तो अगर इस v को हल करें वास्तव में यह v ∞ है तो यह है 180 11 वोल्ट ठीक है तो इस मामले में i ∞ होगा v6 क्योंकि उस 6 Ω प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज वोल्टेज यह नोडल विश्लेषण हमें यह v ∞ मिला तो यह होगा v v6 अर्थात 180 11 इनटू 6 क्योंकि v ∞ 18011 मैंने v ∞ नहीं लिखा लेकिन यह समझने योग्य है अर्थात 2727 एम्पीयर ठीक है इसलिए मुझे इसे साफ करने दें तो इंडक्टर टर्मिनल पर थैवनिन प्रतिरोध है उसमें बहुत सरल है यह होगा 6 4 में 24 2 मुझे वापस सर्किट पर जाने की जरूरत नहीं है नोट बुक पर सर्किट खींचें और बस कर सकते है यह मिल जाएगा यह 223 Ω होगा तो τ होगाl L RThevenin तो 5223 1522 सेकंड अर्थात τ तो समीकरण 75 से हम यह जानते है नहीं क्योंकि यह था t 0 नहीं t बराबर है t t 0 अर्थात 4 सेकंड Refer Slide Time 3016 तो यही कारण है समीकरण 75 से यह है i ∞ फिर i t 0 i ∞ e t t t 0 तो यह मूल रूप से है i ∞ i t 0 मतलब t 0 4 सेकंड तो t i 4 i ∞ t 0 वास्तव में यह है 4 सेकंड क्योंकि 4 सेकंड के बाद S 2 बंद हो गया था तो अगर इन सभी वैल्यूज को रखें i ∞ i 4 i ∞ और t τ वैल्यू तो प्राप्त होगा i t 2727 फिर 4 2727 फिर e t 2215 इनटू t 4 तो i t बन रहा होगा 2727 1273 e t एक 0467 लेकिन t 4 यह एम्पीयर t 4 से अधिक और बराबर के लिए ठीक है मुझे बतायें यह चीज तो यह सब एक साथ रखने पर हमारे पास है कि i t 0 t 0 से कम और बराबर के लिए कि हमें इनीशियल वैल्यू प्राप्त हो गयी है i0 की और 4 1 e t 2 t के लिए t 0 से अधिक और बराबर और 4 से कम और बराबर के बीच में और t 4 से अधिक और बराबर के लिए इस एक ने प्राप्त किया है क्योंकि वहाँ 2 स्विच थे और t 2 सेकंड पर यह पता लगाने के लिए कहा गया है i की क्या वैल्यू है तो i2 अर्थात t 2 पर तो 4 1 e t 4 यह है 393 एम्पीयर और t 05 सेकंड पर यह भी पूछा गया है तो यह होगा 277 1273 होगा तो 1 467 302 एम्पीयर इसके साथ हम उस फर्स्ट ऑर्डर DC सर्किट को बंद कर देंगें ज्यादा से ज्यादा 20 3 समस्याओं को हल किया गया है विभिन्न प्रकार की समस्याएँ इसके साथ मुझे विश्वास है DC हिस्से के सभी भागों को कवर किया गया है इसलिए अगले व्याख्यान से हम उस सिंगल फेज AC सर्किट पर जाएंगे और DC सर्किट हमने कई सारी समस्याओं को हल किया है मेरा अर्थ है मेरा अर्थ है सभी 6 अध्यायों के लिए कई सारी समस्याएँ लेकिन AC सर्किट में चूँकि जटिल संख्या शामिल होगी और उसकी वजह से हम न्यूमेरिकल्स की संख्या को सीमित करेंगें शायद 7 8 9 10 प्रति प्रत्येक अध्याय या शायद कम क्योंकि जटिल संख्या शामिल है लेकिन मैं करूंगा लेकिन कोई भी अच्छी पुस्तक समस्याओं को हल करती है इसलिए हम अगले दृश्यमान व्याख्यान से वह सिंगल फेज एसी सर्किट देखेंगें • Glossary English Word Hindi Word Meaning across अक्रॉस आर पार ampere एम्पीयर एम्पीयर apply अप्लाई लागू करना circuited सर्किटेड परिपथ वाला condition कंडीशन शर्त cover कवर सम्मिलित करना current करंट धारा exercise एक्सरसाइज अभ्यास expression एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति final condition फाइनल कंडीशन अंतिम शर्त first order फर्स्ट ऑर्डर प्रथम क्रम First order circuits फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स प्रथम क्रम परिपथ Henry हेनरी हेनरी inductor इंडक्टर प्रेरित्र initial condition इनीशियल कंडीशन आरंभिक शर्त initial value इनीशियल वैल्यू आरंभिक मूल्य into इनटू में loop लूप कुंडलीनुमा आकृति nodal नोडल नोडल node नोड नोड note नोट लिख देना notebook नोटबुक स्मरण पुस्तक numericals न्यूमेरिकल्स संख्यात्मक open ओपन खुला हुआ position पोजीशन स्थिति power पॉवर शक्ति second सेकंड सेकंड short शॉर्ट बंद single phase AC circuit सिंगल फेज AC सर्किट एकल चरण AC परिपथ steady state स्टीडी स्टेट स्थिर अवस्था step input स्टेप इनपुट स्टेप निविष्ट switch स्विच स्विच switching स्विचिंग स्विचन terminal टर्मिनल टर्मिनल Thevenin थैवनिन थैवनिन transient ट्रांसिएंट समय अनुरूपी video lecture वीडियो लेक्चर चलचित्र व्याख्यान volt वोल्ट वोल्ट voltage वोल्टेज वोल्टेज